अब हम एक और पैरामीटर प्रस्तावित करते हैं इससे उन अवशेषों का गठन होगा जिनके पास अधिक संख्या में संपर्क हैं उदाहरण के लिए यदि कई क्लस्टर सही हैं तो एक अवशेष कई लॉन्ग रेंज कॉन्टैक्ट्स बना रहा है तो फिर एक प्रोटीन में देखें कि लॉन्ग रेंज कॉन्टैक्ट्स के आधार पर आप कितने क्लस्टर सही पा सकते हैं और लॉन्ग रेंज कॉन्टैक्ट्स के द्वारा अधिक क्लस्टर बनते हैं तो इस प्रोटीन को इस धारणा के तहत मोड़ने में समय लगता है हम उन अवशेषों को देखते हैं जिनके अधिक संख्या में संपर्क हो सकते हैंउदाहरण के लिए इसे एक उदाहरण के रूप में लें कि कितने संपर्क हैं 4 संपर्क एकमात्र सही 4 तो यदि आप इस एक के साथ एक 8 संपर्क लेते हैं 11 संपर्क यह अवशेष टी 1 के लिए है उदाहरण के लिए एक प्रोटीन केवल एक मामले में 5 अवशेषों में यह कई संपर्क एक प्रोटीन होते हैं उनके पास 20 अवशेष होते हैं जिनमें कई संपर्क होते हैं जो तेजी से गुना करेंगे जो धीमी सही मोड़ लेंगे केवल 5 अवशेषों के साथ एकहो रहे हैं कई संपर्क एक और 20 अवशेषों में कई संपर्क हैं जो 5 गुना तेजी से गुना करेंगे क्योंकि केवल 5 एक उन्हें अधिक संख्या में संपर्क प्राप्त करना होगा इस मामले में सभी 25 अलग अलग अवशेष हम विभिन्न अवशेषों से संपर्क बना रहे हैं इसलिए सभी संपर्कों को प्राप्त करने में समय लगता है तो आपको कई उदाहरण मिलते हैं तो आपके पास अलग अलग वर्गीकरण अल्फा बीटा मिश्रित और फ़ास्ट और स्लो फोल्डिंग प्रोटीन हैं तो यहाँ ये अवशेषों का प्रतिशत है जिनके कई संपर्क हैं इसलिए यदि आप 5 अवशेषों की स्थिति के साथ तेज़ और धीमी गति से तह करने वाले प्रोटीन देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि हम केवल समूहों को देखते हैं यदि किसी अवशेष में 5 से अधिक लंबी दूरी के संपर्क होते हैं तो हम केवल 126 ही होते हैं और स्लो फोल्डिंग वाले प्रोटीन आप 226 प्रतिशत अवशेष देख सकते हैं जो स्लो फोल्डिंग प्रोटीन के मामले में मौजूद हैं यह आपको बताएगा कि अधिक संपर्क अवशेषों की अधिक संख्या वाले प्रोटीन तह प्रक्रिया में धीमा हो रहे हैं फिर मैं एक और उदाहरण दिखाता हूं जिसे हम सबसे फ़ास्ट लेते हैं इसका मतलब है ln kf नौ से अधिक है और सबसे सस्लोवेस्ट यह 0 से कम है अब हमारे पास सबसे स्लो के लिए 8 और सबसे धीमी के लिए 7 उदाहरण हैं इसलिए यहां हम सबसे फ़ास्ट प्रोटीन के मामले में केवल 6 प्रतिशत और स्लो प्रोटीन के लिए 25 प्रतिशत से अधिक देखते हैं यह आपको स्पष्ट रूप से प्रोटीन बताएगा जिसमें कई संपर्कों के साथ अवशेषों की अधिक संख्या होती है वे स्लो फ़ोल्डर हैं यहां हमने 47 फ़ास्ट और 28 स्लो प्रोटीन के साथ किया यहां सबसे फ़ास्ट और सबसे स्लो हम कई संपर्कों के साथ अवशेषों के प्रतिशत के बीच अंतर देख सकते हैं इसलिए इस जानकारी के आधार पर हम एक पैरामीटर प्राप्त कर सकते हैं बस हम फोल्डिंग दर को संबंधित कर सकते हैं क्योंकि हमें यहीं निर्धारित करने की आवश्यकता है यह आपको कुछ संख्या बताएगा कि आपके यहां हम कितने अवशेषों में 5 से अधिक संपर्कों की सीमा है 10 से अधिक दे सकते हैं हम बदल सकते हैं यह संख्या तब भी इस मामले में हमें मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता है तो इस आधार पर कि एक और पैरामीटर है जिसे मल्टीपल कॉन्टैक्ट इंडेक्स कहा जाता है उसे सही तरीके से विकसित किया गया है यहाँ वे अवशेषों के बीच की दूरी पहले से ही सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं उदाहरण के लिए संपर्क क्रम लंबी दूरी के क्रम और दूसरा क्रम अनुक्रम पृथक्करण है जो पहले किया गया था अब इसके अलावा हमने एक और विशेषता जोड़ी जो यह सुविधा है छात्र अवशेषों की संख्या कई संपर्कों के साथ एक अवशेष उदाहरण के लिए यदि आप इस आंकड़े को यहां देखते हैं कि आप इसे T1 में से कितने लेते हैं तो कितने लंबी दूरी के संपर्क से यह बन सकता है छात्र ५ १ २ ३ ४ ५ सही तो इस मामले में nci 5 के बराबर है अगर यह मामला है तो क्या आप nपरिभाषित कर सकते हैं mi को एक के बराबर क्योंकि यह 4 या 5 से अधिक है हम किसी भी कटऑफ को सही रख सकते हैं और यदि यह MCI है तो हम गणना कर सकते हैं sigma nmi सभी प्रोटीनों के लिए n और संख्या प्राप्त करें अब आप देखते हैं कि लंबी श्रेणी के ऑर्डर और कॉन्टैक्ट ऑर्डर राइट की तुलना में फोल्डिंग दरों में इसका कोई प्रभाव है या नहीं यहां हमारे पास अलग अलग डेटा सेट सही 2 स्टेट प्रोटीन और 3 स्टेट स्थिति 3 स्टेट प्रोटीन सही हैं तो यह एक डेटा है जिसे आप देख सकते हैं यह एक 2 स्टेट प्रोटीन है एक पचास प्रोटीन संपर्क आदेश 06 लंबी दूरी का आदेश 7 3 है यह टीसीडी कुल संपर्क दूरी है यह सीओ और एलआरओ अधिकार का गुणन है इसलिए 073 और एमसीआई 08 है क्योंकि यह जानकारी एमसीआई और फोल्डिंग दरों के बीच संबंध को बढ़ाएगा तो अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि यह सही है या नहीं इस पर भरोसा किया जा सकता है तो हम एक और 27 2 स्टेट प्रोटीन समान प्रायोगिक स्थिति निर्धारित करते हैं व्याख्यान पर शुरुआत मैंने विभिन्न प्रायोगिक समूहों द्वारा समान स्थितियों के साथ निर्धारित आंकड़ों के बारे में चर्चा की इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं लेकिन वहां भी हमें समान सहसंबंध माइनस 081 मिलता है इसका मतलब है एमसीआई प्रोटीन फोल्डिंग दरों से संबंधित एक अच्छा उपाय है फिर हम 3 स्टेट प्रोटीन के साथ इसका उपयोग करते हैं यहां भी हमें 083 का ही सहसंबंध मिल सकता है तो यह फोल्डिंग दरों की भविष्यवाणी या संबंधित के लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है फिर हमें 2 स्टेट और 3 स्टेट प्रोटीन की तुलना करने की आवश्यकता है 2 स्टेट और 3 स्टेट प्रोटीन 2 राज्य प्रोटीन के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी है हमें उदाहरण के लिए n के साथ उनके लंबे समय के क्रम में सामान्य नोर्मलिज़शन normalizationकरने की आवश्यकता है तो एन आई जे रेंज ऑर्डर एन का लंबा समीकरण क्या है आई जे के द्वारा लेकिन यदि आप मूल्यों को सामान्य करते हैं तो 3 स्टेट प्रोटीन का मामला बहुत कम है लेकिन यदि आप सामान्य नहीं करते हैं तो यह 083 है फिर भी यह बहुत स्पष्ट है क्यों यह सामान्यीकरण 2 स्टेट प्रोटीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 3 स्टेट प्रोटीनों के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है 3 स्टेट प्रोटीन यदि आप मूल्यों को सामान्य करते हैं तो बहुत कम 2 स्टेट प्रोटीन हैं यदि आप सामान्य नहीं करते हैं तो मान बहुत कम हैं इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 स्टेट प्रोटीनों को सामान्य करें ताकि वे बेहतर प्रदर्शन के साथ फोल्डिंग दर प्राप्त कर सकें इसलिए अब तक हमने विभिन्न विशेषताओं के संपर्क आदेशों के बारे में चर्चा की लंबी दूरी के आदेश के साथ ही मल्टीपल कॉन्टैक्ट इंडेक्स अब यदि हम देखते हैं कि कोई अंतर है या नहीं फोल्डिंग रेट और संख्या मैं और फ़ास्ट फोल्डिंग प्रोटीन और स्लो गति से फोल्डिंग प्रोटीन कॉन्टेक्ट्स के आधार पे यहाँ यदि आप एक्स अक्ष को देखते हैं तो संपर्क y की संख्या अवशेषों का प्रतिशत सही है तो उदाहरण के लिए 7 अवशेषों तक का प्रतिशत यहाँ तक तो यह देखें कि यह फ़ास्ट से फोल्डिंग प्रोटीन में उच्च है इसके बाद यह स्लो तह प्रोटीन के मामले में 27 2 स्टेट प्रोटीन और 3 स्टेट प्रोटीन के साथ साथ 52 स्टेट प्रोटीन के एक और सेट के मामले में उच्च है इसका मतलब है आप स्लो गति से तह प्रोटीन लेते हैं इन प्रोटीनों में फ़ास्ट फोल्डिंग प्रोटीन की तुलना में अधिक संपर्क होता है क्योंकि अगर हम स्लो फोल्डिंग प्रोटीन को देखते हैं तो फ़ास्ट फोल्डिंग प्रोटीन की तुलना में मान बहुत अधिक हैं यही कारण है कि हम स्लो फ़ोल्डरों फ़ास्ट फ़ोल्डरों और संपर्कों के बीच के संबंध को देख सकते हैं ये हम 3 डी संरचनाओं के साथ पूरी तरह से करते हैं अब इस जानकारी को अनुक्रमिक मापदंडों के संपर्क क्रम लंबी दूरी के क्रम के मल्टीपल कॉन्टैक्ट इंडेक्स से प्राप्त करना संभव है हमें एक संरचना की आवश्यकता है जो प्रोटीन अल्फा बीटा मिश्रित वर्ग प्रोटीन के प्रकार पर निर्भर करता है जिस पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं या हम कर सकते हैं फोल्डिंग दर के साथ अनुक्रम आधारित मापदंडों का संबंध पिछले वर्ग में हमने स्थिरता के अधिकार के बारे में चर्चा की इसलिए हमने पिछली बार कितने गुणों का उपयोग किया था जो किस प्रकार के गुण हैं भौतिक physical रासायनिक ऊर्जावान और पुष्टिकरण गुण सही हमने सभी गुणों के बारे में चर्चा की वे उपलब्ध हैं और सही विकसित हैं वे मूल्य हैं तो हम इन संपत्तियों को तह दर के साथ कैसे संबंधित कर सकते हैं फोल्डिंग दर की अनुक्रम से भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न पहलू हैं या तो हम अनुक्रम आधारित पैरामीटर प्राप्त करते हैं जो अनुक्रम आधारित पैरामीटर हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी अमीनो एसिड की संरचना घटना छात्र औसत औसत संपत्ति मूल्य संरक्षण छात्र हाइड्रोफोबिसिटी एक हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल सही है इसलिए हम देख सकते हैं कि क्या हमारे पास कई गुण हैं हम औसत संपत्ति मूल्यों को देख सकते हैं अगर हम एक पूर्ण प्रोटीन सही लेते हैं तो हम औसत संपत्ति मान प्राप्त कर सकते हैं औसत संपत्ति मूल्यों को कैसे प्राप्त करें गणना करें कुल विभाजन लिगैंड द्वारा चेन लंबाई के साथ तो फिर हम देखते हैं कि यह फोल्डिंग दर के साथ संबंधित हो सकता है या हम कर सकते हैं क्योंकि संपर्क और संपर्क के आधार पर लंबी दूरी के आदेश इसलिए यदि कोई प्रोग्राम संपर्कों की भविष्यवाणी कर सकता है तो हम उनके संपर्कों का उपयोग फोल्डिंग दर का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं जो कि सही भी है या हमें संरचनाओं को मॉडल करना है और फिर आपको संपर्कों को प्राप्त करने के लिए संरचनाओं का उपयोग करना होगा क्योंकि हम एक लंबी दूरी के आदेश इस बात पर निर्भर करता है कि एटम c अल्फ़ा एटम कौन सा है तो क्रूड मॉडल पर्याप्त है हमें परिष्कृत मॉडल की आवश्यकता नहीं है तो फिर हम एलआरओ की गणना कर सकते हैं और हम विभिन्न तरीकों से सही तह दर का अनुमान लगा सकते हैं तो आइए देखें कि क्या कोई विशिष्ट संपत्ति अधिकार फोल्डिंग दर से संबंधित हो सकता है इसलिए इस मामले में पहले हम औसत मूल्य की सही गणना करते हैं उदाहरण के लिए यदि हम हाइड्रोफोबिसिटी लेते हैं तो औसत हाइड्रोफोबैसिटी की गणना कैसे करें यहां हम मूल्यों की हाइड्रोफोबिसिटी लेते हैं सभी अवशेष दाएं j 1 से n के बराबर दाएं j 1 से n के बराबर n है छात्र अवशेषों की संख्या सही एक प्रोटीन में अवशेषों की संख्या तो गणना करें n तो वे n के साथ सामान्य करते हैं फिर हम किसी भी प्रोटीन के लिए प्राप्त करते हैं I हमें औसत मूल्य मिलेगा इसलिए हमारे पास उदाहरण के लिए हमारे पास सभी सौ प्रोटीनों के लिए सौ प्रोटीन हैं जो हम औसत संपत्ति की गणना कर सकते हैं ठीक है हम यहां औसत संपत्ति दे सकते हैं तो यहाँ पी औसत तो यहाँ हम ln kf है अब हम संबंधित करते हैं कि सहसंबंध गुणांक का उपयोग करके इन 2 को कैसे संबंधित किया जाए तो आपको सहसंबंध गुणांक सही मिलता है फिर देखें कि क्या औसत संपत्ति मूल्य और साथ ही तह दर के बीच कोई सहसंबंध तो यह डेटा है इसलिए हमने विभिन्न गुणों का उपयोग किया है सही भौतिक गुण रासायनिक गुण पुष्टि गुण ऊर्जावान गुण हैं और ये गुण हैं जिन्हें हमने सबसे अधिक दिखाया है जो मान बहुत कम हैं केवल 038 है इसका मतलब है कोई भी एकल संपत्ति जो वे फोल्डिंग दर से संबंधित नहीं है वह भी सही है यह ठीक है क्योंकि अगर एकल संपत्ति इसे सही कर सकती है तो इन टोपोलॉजिकल मापदंडों का कोई उपयोग नहीं है और इसलिए तब हम एक द्वितीयक संरचना के लिए प्रयास करते हैं विभिन्न माध्यमिक संरचनाएं क्या हैं छात्र अल्फा हेलिसेस अल्फा हेलिसेस बीटा स्ट्रैंड और कॉइल टर्न्स है ठीक है आप सामग्री को सामान्य रूप से अवशेषों या अल्फा हेलिक्स या बीटा स्ट्रैंड या कॉइल कॉइल टर्न्स में एक हेलिसेस और स्ट्रैंड में अवशेषों का प्रतिशत देख सकते हैं इसलिए यदि आप इन सभी द्वितीयक संरचना सूचनाओं की तुलना करते हैं तो हम 052 तक पहुँच सकते हैं और फिर हम सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी का उपयोग करते हैं या तो आप अनुक्रम से सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं या आप इन सटीक डेटा का उपयोग कर सकते हैं सही इसलिए सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी पहुंच के आधार पर विभिन्न स्थान क्या हैं छात्र उजागर दफन Exposed burried उजागर दफन आंशिक रूप से दफन और आंशिक रूप से उजागर सही इसलिए हम विभिन्न पहलुओं का उपयोग करने की कोशिश करते हैं यहां तक कि उनका सहसंबंध भी 0 बिंदु चार तक है इसका मतलब है अमीनो एसिड गुण या माध्यमिक संरचनाएं या सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी पहुंच वे कुछ सीमाएं हो सकती हैं तो वे 05 तक प्राप्त कर सकते हैं तो दूसरी ओर यदि आप एक संपर्क आदेश या लंबी दूरी के आदेश का उपयोग करते हैं तो आप इन विश्लेषणों से 08 या मल्टीपल कॉन्टैक्ट इंडेक्स प्राप्त कर सकते हैं जो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि एक नेटिव स्टेट टोपोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है और वह है इन 2 स्टेट प्रोटीन की फोल्डिंग दरों में एक प्रमुख निर्धारक तो नेटिव स्टेट टोपोलॉजी का मतलब है कि यह आपको प्रोटीन के फोल्डिंग प्रकार को बताएगा तो इसमें यदि ऐसा है तो विभिन्न प्रकार के वर्ग क्या हैं छात्र अल्फा अल्फा बीटा और मिश्रित वर्ग सही मिश्रित वर्ग का अर्थ है अल्फा और बीटा दोनों सही इसलिए यदि आप संरचनाओं के आधार पर प्रोटीन को वर्गीकृत करते हैं और फिर इन गुणों का उपयोग करते हैं तो हम टोपोलॉजी के कुछ पहलुओं को शामिल करते हैं इसलिए क्योंकि विभिन्न वर्गों या विभिन्न फोल्ड्स के लिए तो फिर हमने ऐसा किया तो इस मामले में हम देखते हैं कि सभी अल्फा प्रोटीन कुछ विशिष्ट पैरामीटर हैं जैसे कि सभी अल्फा प्रोटीन में कंफर्मल पैरामीटर महत्वपूर्ण हैं सभी बीटा प्रोटीन मुख्य रूप से थर्मोडायनामिक गुण हैं जो सभी बीटा प्रोटीन को प्रभावित करते हैं मिश्रित प्रोटीन हम देख सकते हैं कि यदि कुछ भौतिक रासायनिक गुण सही हैं तो वे मिश्रित प्रोटीन के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए यदि आप प्रोटीन को अल्फा बीटा और मिश्रित वर्ग में वर्गीकृत करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सहसंबंध सभी डेटासेटों का एक साथ उपयोग करने से बहुत सही तरीके से बढ़ता है अब इस मामले में सही से संबंधित कैसे हो सकता है कि हमारे पास फोल्डिंग दर मूल्य हो सकते हैं और हम कई प्रतिगमन तकनीक का उपयोग करते हैं हमने अलग अलग मूल्यों को संयुक्त किया है और आप एक फोल्डिंग दर के साथ संबंधित कर सकते हैं अब सवाल यह है कि जब आप संयोजन बनाते हैं तो उदाहरण के लिए लाखों संयोजन सही होंगे यदि आपके पास 5 अवशेष संयोजन सही हैं तो हमारे पास 2 अवशेष हैं केवल 2 का मतलब है यदि आप अधिक संख्या में संयोजन बनाते हैं तो बहुत सारे हो जाएंगे संयोजन तो फिर आप कैसे देखते हैं कि कोई विशेष संयोजन उच्चतम प्रदर्शन दिखाता है या नहीं इसलिए हमने विभिन्न संयोजनों के साथ किया और देखा कि यह संयोजनों की आवृत्ति है अधिकांश संयोजनों को आप देख सकते हैं कि यह प्रदर्शन बहुत कम सही है और यहां यह औसत प्रदर्शन 25 प्रतिशत से अधिक 25 प्रतिशत है यहां सभी बीटा के मामले में भी आप केवल एक विशेष संयोजन के लिए देख सकते हैं यह उच्चतम मूल्य दिखाता है इस मामले में हम उदाहरण के लिए केवल विशिष्ट संयोजन देख सकते हैं सभी बीटा ये गुण हैं और मिश्रित वर्ग के मामले के लिए ये उच्चतम सहसंबंध प्राप्त करने के गुण हैं और इससे आप अल्फा के लिए समीकरणों को सही कर सकते हैं क्योंकि प्रोटीन की कम संख्या हैं तो यह केवल एक संपत्ति से प्राप्त किया जा सकता है जिसे अल्फा सी हेलिकल संपर्क क्षेत्र कहा जाता है सभी बीटा प्रोटीन वे 3 4 गुणों और मिश्रित वर्ग 1 2 3 4 गुणों का उपयोग करते हैं हम इन समीकरणों का सही उपयोग करते हैं तो आप प्रत्येक वर्ग के लिए 09 का सहसंबंध प्राप्त कर सकते हैं और विचलन भी तुलनात्मक रूप से कम है और हमने इसे टी परीक्षण और पी मान के साथ जांचा इसलिए मूल्य भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं एक बार जब यह किया जाता है फिर हम आपके कार्यक्रम का सही विकास कर सकते हैं तो यह प्रायोगिक और अनुमानित मूल्यों के बीच का संबंध है तो आप अच्छी सहसंबंध देख सकते हैं क्योंकि आप अधिकांश प्रोटीन देख सकते हैं मान 45 डिग्री स्लोप पर हैं तो जब आपको यह मिलेगा तो हम सर्वर को सही कर सकते हैं तो यहाँ यह अमीनो एसिड अनुक्रम एकल अक्षर कोड को स्वीकार करता है और फिर यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें संरचना वर्ग देने की आवश्यकता है यदि आप संरचना वर्ग का उपयोग नहीं करते हैं यदि यह अज्ञात है तो आप तह दर का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन इस मामले में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है और आपकी कुछ सीमाएं हो सकती हैं यदि आप अज्ञात मानों का उपयोग करते हैं लेकिन यदि आप संरचना वर्ग को जानते हैं जहां यह सभी अल्फ़ा या सभी मिश्रित वर्ग प्रोटीन है तो आप विशेष वर्ग को ले सकते हैं और उचित रूप से समीकरण और इस सभी अल्फा प्रोटीन का उपयोग कर सकते हैं और आप इसे देख सकते हैं 844 प्रति सेकंड यदि आप इन संरचनाओं को देखते हैं कि पीडीबी में कितने ढांचे ज्ञात हैं छात्र 1 30000 एक लाख एक लाख तीस हजार संरचनाएं ज्ञात हैं लेकिन फोल्डिंग दर के साथ हम फोल्डिंग दरों को लगभग सौ प्रोटीनों के अलावा सौ प्रोटीनों के लिए जानते हैं तो कई प्रोटीन हम संरचनाओं को जानते हैं तो इस मामले में हम सभी अल्फा या सभी बीटा या मिश्रित वर्ग को जानते हैं ज्ञात अनुक्रमों के साथ भी कई अनुक्रमों में उनके पास ज्ञात संरचनाओं के साथ उच्च अनुक्रम पहचान है इस मामले में आप ज्ञात संरचना जानकारी के साथ अधिक संख्या में अनुक्रम प्राप्त कर सकते हैं यदि संरचना की जानकारी ज्ञात है तो हम सर्वर का उपयोग इस तह दर का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं भले ही संरचना सही न हो तो आप अनुक्रम जानकारी का उपयोग कर सकते हैं यह एक ऐसा खंड है जिसमें आप अमीनो एसिड के गुणों का एक साथ उपयोग कर सकते हैं और आप तह दर का अनुमान लगा सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए दूसरा पहलू अगर हमारे पास अनुक्रम है और फोल्डिंग दर की भविष्यवाणी कैसे करें इसलिए संपर्कों का उपयोग करके तह दर की भविष्यवाणी करने के लिए एक अप्रत्यक्ष तरीका है क्योंकि हम जानते हैं कि टोपोलॉजिकल पैरामीटर महत्वपूर्ण सही हैं और ये पैरामीटर फोल्डिंग दरों के बारे में अच्छी तरह से समझाते हैं और पैरामीटर मुख्य रूप से संपर्कों पर निर्भर करते हैं और अगर हम संपर्क प्राप्त करने में सक्षम हैं तो हम इन संपर्कों को फोल्डिंग दरों में बदल सकते हैं तो इसकी अप्रत्यक्ष विधियां 2005 में विकसित हुईं सही कोलंबिया विश्वविद्यालय से पुणता और रोस्ट ने इसे प्रस्तावित किया तो उन्होंने क्या किया तो पहले वे अनुक्रम प्राप्त करें अनुक्रम के लिए वे संपर्क प्राप्त करते हैं कि संपर्क कैसे प्राप्त करें वे इस अमीनो एसिड अनुक्रम जानकारी का उपयोग उदाहरण के लिए करते हैं इसलिए उदाहरण के लिए इस अवशेष को लें इस वैलिन को लें उन्होंने उन अवशेषों की पहचान की है जो वैलीन के करीब हैं उदाहरण के लिए यह लाइसिन और साथ ही एन टर्मिनल की ओर दाईं ओर और ई टर्मिनल की ओर है और वे इस संरचना की स्थिति को द्वितीयक संरचना के आधार पर स्थित करते हैं चाहे वह हेलिक्स हो या स्ट्रैंड या टर्न या कुंडल और इन सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी पहुंच के आधार पर यह दफन है यह द्वितीयक संरचना है और सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी सरफेस एरिया सही दफन या आंशिक रूप से दफन या उजागर है और वे ज्ञात संरचनाओं के साथ तुलना करते हैं तो वे देखते हैं कि यह घाटी किस प्रकार के अवशेषों के संपर्क में है उदाहरण के लिए किसी भी कटऑफ को लेते हैं 8 एंगस्ट्रॉम प्रयोगात्मक डेटा के साथ तुलना करते हैं इसलिए वे इन सूचनाओं का उपयोग करते हैं और वे इस मामले में इस संपर्कों की भविष्यवाणी करने के लिए मॉडल का उपयोग करते हैं वे किसी भी अनुक्रम के लिए संरचना को नहीं जानते हैं जो वे अनुक्रम की जानकारी देते हैं पड़ोसी अवशेष और द्वितीयक संरचना सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी पहुंच के साथ साथ सहमति अधिकार हम पिछली कक्षाओं में सभी अंकों के मापदंडों पर चर्चा की गई थी तो संपर्कों से भविष्यवाणी करने के लिए सभी जानकारी लें एक बार संपर्क होने पर हम एलआरओ की भविष्यवाणी कर सकते हैं हम एलआरओ की भविष्यवाणी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यह केवल हमें आवश्यकता है कटऑफ बारह अवशेषों की फिर आप संपर्कों की संख्या की गणना करते हैं जो कि एलआरओ प्राप्त करने के बाद बारह से अधिक अवशेषों के कटऑफ के साथ अवशेषों की गणना करते हैं फिर हम तह दर प्राप्त कर सकते हैं सही यह यहां अप्रत्यक्ष संपर्कों का उपयोग करके तह दर की भविष्यवाणी करने की अप्रत्यक्ष विधि है यह एक सर्वर है जो संपर्कों की भविष्यवाणी कर सकता है तो यहाँ यह एमिनो एसिड अनुक्रम सही है आप एक एकल अक्षर कोड में एमिनो एसिड अनुक्रम ले सकते हैं तो फिर वे अन्य सभी जानकारी का उपयोग करते हैं वे उपरोक्त भविष्यवाणी के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी का उपयोग करते हैं छात्र माध्यमिक संरचना माध्यमिक संरचना सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी और पड़ोसी अवशेष और केंद्रीय अवशेष सूचना संरक्षण स्कोर तो आप सभी जानकारी अंत में लेते हैं वे आपको आउटपुट देते हैं यदि आप यहां देखते हैं यदि आप इसे लेते हैं तो यह 8 एंग्स्ट्रॉम से दूरी है राज्य का मतलब 8 एंग्स्ट्रॉम है और ये अवशेष 67 और 99 हैं दाएं 67 और 99 सही संपर्क में हैं इस की संभावना 095 की संभावना है तो वे संभावनाएं देते हैं कि मैं संपर्कों को संभवतः उच्च स्तर पर ले जा सकता हूं और यदि आपको ये संपर्क मिलते हैं तो आप इस जानकारी को इस लंबी दूरी के क्रम में परिवर्तित कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप 67 99 देखते हैं तो दूरी ऑपरेशन क्या है छात्र 32 32 सही तो आप i माइनस जे 32 देखते हैं अगर हम इसे देखते हैं तो यह एक सही है मैं शून्य से 8 के बराबर है इसलिए आपके पास सभी संपर्क हैं अब अगला चरण एक बार डेटा डाउनलोड करने के बाद आप i minus j प्राप्त कर सकते हैं और गणना कर सकते हैं कि 12 अवशेषों की सीमा के भीतर कितने संपर्क हैं यह करना बहुत आसान है कि अब सवाल यह है कि क्या ये संपर्क अधिकार कम से कम अवशेषों के साथ हैं बारह अवशेषों का पृथक्करण सही ज्ञात लंबी दूरी के क्रम से संबंधित है यदि आप संरचनाओं को जानते हैं तो हम लंबे समय तक ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह वे ऐसा कर सकते हैं इसलिए वे पढ़ते हैं कि उदाहरण के लिए यदि उन्होंने एलआरओ की भविष्यवाणी की है और यह संरचना से सीधे प्राप्त एलआरओ है और सहसंबंध देखें इसलिए विशेष रूप से यदि आप छोटे प्रोटीनों को सही देखते हैं कि वे 199 प्रोटीनों का संबंध रखते हैं और सहसंबंध इसके 07 के बारे में बुरा नहीं है इस मामले में यदि आप इस लंबी दूरी के आदेश को प्राप्त करने में मदद के लिए संपर्कों और अनुमानित संपर्कों की भविष्यवाणी करते हैं लेकिन 07 के बारे में सहसंबंध के साथ अब उन्होंने इस जानकारी को फोल्डिंग रेट राइट की भविष्यवाणी में बदल दिया तो उन्होंने क्या किया इसलिए वे सभी अनुमानित एलआरओ का उपयोग करते हैं और समान समीकरण का उपयोग करते हैं और फोल्डिंग दर की भविष्यवाणी करते हैं तो यहाँ प्रोटीन के विभिन्न सेट हम फोल्डिंग दर को सही देते हैं तो आपको सहसंबंध 068 माइनस 068 है 098 का विचलन यह मुख्य रूप से इस परत से बाहर है क्योंकि इसमें डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड शामिल हैं इसलिए यह ध्यान नहीं दे पा रहा है तो अब यदि आप इसे बाहर करते हैं तो यहाँ सहसंबंध शून्य से 078 है 086 के विचलन जब हम डेटा की तुलना प्रायोगिक रूप से LRO से करते हैं इसका मतलब है ज्ञात 3D संरचनाओं का उपयोग करना अगर वह भी यहाँ तुलनीय है तो यह 78 है यह 081 है इसका अर्थ है यदि आप अनुक्रम को जानते हैं और यदि आप संरचना को अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते हैं तो आप लंबी दूरी के ऑर्डर की गणना कर सकते हैं या अंत में आप इस लंबी दूरी के ऑर्डर से फोल्डिंग दर प्राप्त कर सकते हैं जो संपर्कों से भविष्यवाणी की जा सकती है तो यह है कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं इसलिए यदि हम सही सारांश देते हैं तो आज हमने किन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की छात्र प्रोटीन फोल्डिंग दर प्रोटीन फोल्डिंग दर सही प्रोटीन फोल्डिंग दर क्या है यह एक उपाय है कि यदि प्रोटीन अपने अमीनो एसिड अनुक्रम से गुना कर सकता है तो कितनी स्लो गति से इसकी नकारात्मक 3 आयामी संरचना के लिए तो इस तह दरों के परिमाण का क्रम क्या है छात्र स्लो या फ़ास्ट स्लो गति से स्लो गति से एक घंटे के लिए माइक्रोसेकंड हो सकता है तो यह भी परिमाण के 8 आदेशों तक भिन्न होता है इसलिए हम सभी अल्फा प्रोटीनों और सभी बीटा प्रोटीनों के साथ तुलना करते हैं जो फोल्ड फ़ोल्डर्स हैं छात्र सभी अल्फा सही सभी अल्फा प्रोटीन सभी बीटा प्रोटीन की तुलना में तेजी से गुना है अगर हम इस जानकारी की संपर्कों के साथ तुलना कर सकते हैं यदि आप सभी अल्फा प्रोटीनों और सभी बीटा प्रोटीनों की तुलना करते हैं जिनमें से एक में अधिक संख्या में लंबी दूरी के संपर्क हैं छात्र सभी बीटा सभी बीटा प्रोटीन लंबे समय तक संपर्क कर सकते हैं और ये संपर्क भी प्रभावित करते हैं जिसके साथ अवशेष तेजी से फ़ोल्डरों के मामले में हाइड्रोफोबिक अवशेषों को आप मुख्य रूप से मध्यम और लघु श्रेणी के इंटरैक्शन और कुछ ध्रुवीय अवशेषों को देख सकते हैं इसलिए फोल्डिंग दर से संबंधित है तो हमने 3 डी संरचनाओं और संपर्कों के आधार पर विभिन्न टोपोलॉजिकल मापदंडों के बारे में चर्चा की है जो हमने चर्चा की विभिन्न मापदंडों के बारे में क्या हैं संपर्क आदेश स्टूडेंट लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज ऑर्डर और कई संपर्क सूचकांक इसलिए यदि आप इन सूचकांकों को देखते हैं तो सभी सूचकांकों ने तह दर के साथ अच्छे संबंध दिखाए लगभग 07 से 08 के बीच का अधिकार इनमें से किसी भी सूचकांक जैसे कि संपर्क आदेश या लंबी दूरी के आदेश या फोल्डिंग दरों के साथ एकाधिक संपर्क सूचकांक के बीच व्युत्क्रम संबंध है यह आपको बताएगा कि फोल्डिंग दर सही निर्धारण के लिए सामयिक पैरामीटर महत्वपूर्ण हैं फिर हम चर्चा करते हैं कि क्या अनुक्रम या कोई गुण इन फोल्डिंग दरों से संबंधित हो सकते हैं और हम अनुक्रम आधार की जानकारी माध्यमिक संरचना और पहुँच क्षमता के साथ साथ सामयिक पैरामीटर सही की तुलना करते हैं हमने पाया कि इन सभी विशेषताओं के बीच का अंतर टोपोलॉजिकल मापदंडों को समझा सकता है 08 लेकिन गुण या द्वितीयक संरचना या 05 तक पहुंच जैसे अन्य मापदंडों के मामले में फिर हमने इस बारे में चर्चा की कि क्या यह संभव है जहां आप अनुक्रम दर से तह दर की भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या यह संभव है कि अनुक्रम से तह दर की भविष्यवाणी करना संभव हो तो विभिन्न विधियां उपलब्ध हैं या तो आप सीधे अनुक्रम का उपयोग कर सकते हैं या आप परोक्ष रूप से अनुक्रम का उपयोग कर सकते हैं तह दर की भविष्यवाणी करें कि हम अनुक्रम से तह दर की सीधे भविष्यवाणी कैसे करते हैं इसलिए हम भौतिक रासायनिक गुणों का उपयोग कर सकते हैं ठीक है क्योंकि हमने विभिन्न मापदंडों को सही तरीके से प्राप्त किया है और फिर हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की है इसलिए हमें इन भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में औसत मूल्य मिलते हैं और हम रेखीय प्रतिगमन का उपयोग करके एक साथ जोड़ सकते हैं हम फोल्डिंग दरों का परोक्ष रूप से अनुमान लगा सकते हैं आप कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं छात्र हम संपर्क की भविष्यवाणी करेंगे अब संपर्क की पहली संपर्क जानकारी की भविष्यवाणी करें हम इसे सूचकांकों में सही रूप में परिवर्तित करते हैं उदाहरण के लिए संपर्क क्रम या लंबी दूरी के आदेश और उस जानकारी का उपयोग फोल्डिंग दर का अनुमान लगाने के लिए करें तो यह ठीक है इसलिए हमारे पास एक मानक समीकरण हैं जिससे हम फोल्डिंग दरों का अनुमान लगा सकते हैं इसलिए हमने अनुक्रमिक संरचना आधारित मापदंडों और संरचना पूर्वधारणा फोल्डिंग स्थिरता और फोल्डिंग दर सही जैसे विभिन्न पहलुओं के अनुप्रयोगों पर चर्चा की बाद की कक्षाओं में हम देखेंगे कि कैसे इन मापदंडों का उपयोग कॉम्प्लेक्स में बाध्यकारी साइटों की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है उदाहरण के लिए प्रोटीन प्रोटीन या प्रोटीन आरएनए या प्रोटीन डीएनए या प्रोटीन लिगैंड कॉम्प्लेक्स और क्या हम मान्यता तंत्र को समझने में सक्षम हैं यह जटिल कैसे बनता है और वे इस बाध्यकारी संबंध को कैसे बनाए रखते हैं और कैसे ये पैरामीटर उदाहरण के लिए संरचना आधारित दवा डिजाइन में उपयोगी होते हैं किसी भी विशिष्ट रोगों को संबोधित करने वाले किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए सही यौगिकों या संभावित अवरोधकों की पहचान करना है फिर हम कुछ कदमों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें से किसी भी एप्लिकेशन को आपकी परियोजनाओं के लिए विकसित करने के लिए हमें अनुसरण करना होगा या कुछ भी सही जो हम अगले कुछ वर्गों में चर्चा करेंगे आपके ध्यान के लिए धन्यवाद